इस लेक्चर में हम एक IIoT के संदर्भ में ऑगमेंटेड रियलिटी में अलग अलग IIoT संदर्भ में अपनाया जा रहा है विभिन्न लाभों के कारण जो वे पेश करते हैं वहां उनके बीच कुछ संबंध होते हैं वे आपस में जुड़े होते हैं लेकिन उनके बीच कुछ अलग अंतर भी होते हैं इसलिए अगले कुछ मिनटों में हम AR और VR की विशिष्ट विशेषताओं और IIoT सेटिंग में AR और VR तकनीकों को अपनाने में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को समझने जा रहे हैं इसलिए एक तकनीकी दृष्टिकोण से AR और VR दोनों का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है विभिन्न इंडस्ट्री क्षेत्रों में उनका उपयोग किया जा सकता है और साथ में वे इंडस्ट्री 40 को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं इसलिए वे विनिर्माण के प्राथमिक चरणों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां अनुकूलन और उत्पादकता महत्वपूर्ण विचार हैं क्योंकि किसी भी विनिर्माण इंडस्ट्री में यह सिर्फ उत्पाद का विनिर्माण नहीं है प्रक्रियाओं का अनुकूलन उत्पादकता में सुधार ये महत्वपूर्ण विचार हैं वेयरहाउसेस की दक्षता भी बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न AR अनुप्रयोगों का उपयोग करके इनमें सुधार किया जा सकता है AR और VR दोनों सुरक्षा परिदृश्यों में भी महत्वपूर्ण हैं इसलिए उदाहरण के लिए ऐसी परिस्थितियाँ हैं यहां मैं एक परिदृश्य के बारे में बात करूँगा जहाँ VR के साथ साथ AR का उपयोग औद्योगिक सुरक्षा के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है इसलिए हम इस बारे में किसी अन्य लेक्चर में बात करेंगे इस लेक्चर में नहीं इसलिए मैं दिखाऊंगा कि कैसे औद्योगिक संयंत्रों में सुरक्षा के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए AR VR का उपयोग किया जा सकता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां हैं तो यही कारण है कि मुझे लगा कि इन तकनीकों के बारे में एक बुनियादी समझ इंडस्ट्रीज में IIoT बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है IIoT के लिए AR और VR द्वारा सेवा करने वाले विभिन्न उदाहरण मशीनिंग और उत्पादन जैसी चीजें हैं इन प्रौद्योगिकियों में AR VR का उपयोग समग्र मशीनिंग प्रक्रियाओं उत्पादन प्रक्रियाओं और शिक्षा प्रशिक्षण सहयोग असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज कारखाने की योजना रखरखाव और निरीक्षण ये IIoT सेटिंग्स में इन तकनीकों के कुछ अलग अलग उपयोग हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन एक बात याद रखें कि इस आधे घंटे के लेक्चर के माध्यम से आप इस बारे में नहीं जानने वाले हैं कि AR का उपयोग कैसे करें और VR का उपयोग कैसे करें तो यहाँ आप AR की विभिन्न विशेषताओं VR की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानने जा रहे हैं उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है कहाँ उनका उपयोग किया जा सकता है कहाँ उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है तो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में आपको एक समझ होने वाली है आप इस आधे घंटे के लेक्चर के माध्यम से नहीं जान सकते हैं कि इन तकनीकों AR और VR के उपयोग का मास्टर कैसे बनें तो यह मूल रूप से समग्र है यह इस विशेष लेक्चर की समग्र गुंजाइश है तो आइए अब समझने की कोशिश करें कि AR क्या है तो मूल रूप से ऑगमेंटेड रियलिटी इसलिए भौतिक वास्तविकता को कुछ सूचनाओं के साथ ऑगमेंटेड किया जाता है आम तौर पर कुछ कंप्यूटर उत्पन्न डिजिटल इमेजेज को उस तरह की जानकारी के साथ ऑगमेंटेड करते हैं जिससे उपयोगकर्ताओं को एक बेहतर भावना बेहतर धारणा मिल सके उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविकता की धारणा में सुधार हो सके तो यह AR मूल रूप से वास्तविकता की भावना में सुधार करेगा दुनिया की भौतिक वास्तविकता जिसमें उपयोगकर्ता चल रहा है और यह महसूस करने में सुधार जैसा कि मैंने अभी कहा है कि कंप्यूटर जनित तकनीकों की मदद से पेश किया जा सकता है आमतौर पर विभिन्न प्रकार के चित्र वीडियो वगैरह तो इन डिजिटल तत्वों को वास्तविक वातावरण में जोड़ा जाता है और साथ में हमारे पास एक एमप्लीफाइड वातावरण होता है जहां वास्तविकता की वर्तमान धारणा में सुधार होता है यही AR के बारे में सब कुछ है तो AR की कुछ प्रमुख विशेषताएं यह मिश्रित वास्तविकता स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं हम बिना किसी वास्तविकता के बारे में बात कर रहे हैं पूरी तरह से भौतिक वातावरण में हम पूरी तरह से डूबे हुए पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं तो AR मिश्रित पर्यावरण वास्तविकता का कुछ प्रकार है VR मिश्रित वास्तविकता वातावरण प्रदान करता है तो यह कई सेंसर मोडेलिटी को दिखाया जा सकता है और यह मूल रूप से भौतिक वातावरण को एक बेहतर धारणा देगा जिसमें वह विशेष मैकेनिक ऑपरेटर काम कर रहा है इसलिए उनके पास वास्तविक वास्तविकता से सुधारा हुआ ऑगमेंटेड रियलिटी होगा तो इससे वह उत्पन्न होता है तो यह इंडस्ट्री की सेटिंग में AR का उपयोग करने का संपूर्ण लाभ है तो चलिए अब इतिहास के माध्यम से थोड़ा चलते हैं इसलिए AR हाल के दिनों में बहुत लोकप्रिय हो गया है लेकिन यह लंबे समय से 1900 की शुरुआत से है इसलिए 1901 में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और चश्मे का विचार आया फ्रैंक बॉम ने मूल रूप से इस तरह के विचार का इस तरह का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा 1980 के दशक में उन्होंने वास्तविक दुनिया को पांच सही कौशल सिखाने के लिए हेड्स अप डिस्प्ले प्रकाशित किया हमें इस तरह के हेड्स अप डिस्प्ले के सार्वजनिक प्रकाशनों का प्रकाशन लिनटेन द्वारा उपलब्ध कराया गया था 1990 के दशक में बोइंग शोधकर्ता थामोस कॉडेल ने ऑगमेंटेड रियलिटी प्रणाली है 2013 में गूगल Google ग्लास के साथ आया जो बहुत लोकप्रिय है और वर्तमान में हर कोई इसके बारे में जानता है तो यह मूल रूप से ऑगमेंटेड रियलिटी का समग्र इतिहास है इसलिए यह पिछली सदी के 1900 से 1900 के शुरुआती दिनों तक रहा है हाल ही में विभिन्न रूपों में ऑगमेंटेड रियलिटी था लेकिन अब यह अधिक लोकप्रिय हो गया है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न इंडस्ट्री सेटिंग्स में किया जाता है तो ऑगमेंटेड रियलिटी पर पर्यटन मनोरंजन खुदरा औद्योगिक डिजाइन चिकित्सा वातावरण अस्पताल सेटिंग्स उदाहरण के लिए उड़ान प्रशिक्षण शैक्षिक सैन्य प्रशिक्षण और इतने पर ऑगमेंटेड रियलिटी के विभिन्न अनुप्रयोग वास्तविकता में विभिन्न अनुप्रयोग हैं तो यहाँ इस विशेष चित्र में सचित्र रूप से विभिन्न ऑगमेंटेड रियलिटी हैं जो AR के लिए उपयोग किए जाते हैं सेंसर और कैमरा प्रोजेक्शन स्क्रीन प्रोसेसिंग यूनिट प्रतिबिंब प्रणाली जैसे दर्पण वगैरह तो ये कुछ अलग कंपोनेंट्स हैं जो AR के लिए उपयोग किए जाते हैं तो हम एक काम करते हैं अब हम इन AR सिस्टम के काम करने की कुछ प्रमुख विशेषताओं की कोशिश करेंगे तो क्या महत्वपूर्ण है हमारे पास ये सेंसर हैं हमारे पास सेंसर हैं ये सेंसर मूल रूप से वास्तविक दुनिया की जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं फिर हमारे पास कैमरे भी हैं और ये कैमरे वे पर्यावरण को स्कैन करते हैं वे पर्यावरण से आसपास के वातावरण से डेटा एकत्र करते हैं फिर हमारे पास प्रोजेक्टर हैं मूल रूप से वे पर्यावरण के बारे में जानकारी को कहीं पर पेश करते हैं और फिर हमारे पास दर्पण हैं यह मूल रूप से प्रतिबिंब प्रणाली है तो ये AR के विभिन्न कंपोनेंट्स हैं और AR सिस्टम एक साथ कैसे काम करते हैं और ये दर्पण बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उपयोगकर्ताओं की आंख कैसे अपनी स्थिति बदलती है के आधार पर अभिविन्यास को बदल सकते हैं तो ये AR के प्रमुख पहलू हैं और यह कैसे काम करता है इसलिए डेटा एकत्र करने वाले सेंसर कैमरे भी मूल रूप से जानकारी एकत्र करने में जानकारी को प्रोजेक्ट करते हैं और फिर सेंसर कैमरा इस जानकारी को एकत्रित करते हैं और फिर इसे प्रोजेक्टर को भेजते हैं और यह प्रोजेक्टर मूल रूप से इस सारी जानकारी को प्रोजेक्ट करता है और फिर आपके पास यह प्रतिबिंब प्रणाली है जो दर्पण है तो यह है कि AR सिस्टम समग्र रूप से कैसे काम करता है लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इस आधे घंटे के लेक्चर के माध्यम से आप AR या VR के विशेषज्ञ नहीं बन सकते हैं यह सिर्फ सिस्टम और यह कैसे काम करता है इसके बारे में एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक विचार प्रदान करता है तो अब हम विभिन्न प्रकार के ऑगमेंटेड रियलिटी को देखते हैं हमारे पास मार्कर आधारित ऑगमेंटेड रियलिटी मार्कर कम ऑगमेंटेड रियलिटी प्रक्षेपण आधारित ऑगमेंटेड रियलिटी सुपरइम्पोज़िशन आधारित ऑगमेंटेड रियलिटी है जो इन विभिन्न प्रकार के ऑगमेंटेड रियलिटी में से कुछ हैं मार्कर आधारित ऑगमेंटेड रियलिटी एक परिणाम देती है जब पाठक को कैमरे और दृश्य मार्कर द्वारा संवेदित किया जाता है तो दो चीजें हैं एक कैमरा है और दूसरा मार्कर का अस्तित्व तो ये मार्कर मूल रूप से सरल विशिष्ट पैटर्न को पहचानने में मदद करेंगे जिसे आसानी से संसाधित किया जा सकता है और कैमरे को अच्छी तरह से समझा जाता है कि इस कैमरे का कार्य क्या है पिछले वाले के विपरीत मार्कर कम ऑगमेंटेड रियलिटी किसी भी प्रकार के मार्कर का उपयोग नहीं करती है और ये आमतौर पर GPS डिजिटल कम्पास या एक्सेलेरोमीटर जैसी चीजों का उपयोग करते हैं जो मूल रूप से किसी व्यक्ति या डिवाइस के स्थान जैसी जानकारी देने में मदद करते हैं फिर हमारे पास प्रक्षेपण आधारित ऑगमेंटेड रियलिटी है जो वास्तविक दुनिया की सतहों पर प्रकाश पेश करके एक परिणाम देती है और यह प्रकाश भेजकर मानव संपर्क की अनुमति देती है और यह अपेक्षित स्थिति प्रक्षेपण और परिवर्तित प्रक्षेपण अपेक्षित और परिवर्तित के बीच अंतर करता है तो यह है ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये अपेक्षा और परिवर्तित प्रक्षेपण में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं यह भेदभाव बहुत महत्वपूर्ण है और AR के लिए महत्वपूर्ण है फिर हमारे पास सुपरइम्पोज़िशन आधारित ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ बदल नहीं सकता है तो ये AR के कुछ हाइलाइट हैं और यह बहुत उच्च स्तर पर कैसे काम करता है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं अब हम देखते हैं कि VR क्या है और बाद में VR के विभिन्न हाइलाइट्स के माध्यम से जाने के बाद हम देखेंगे कि AR और VR एक दूसरे के बीच कैसे तुलना करते हैं AR और VR के बीच क्या समानताएं हैं और क्या हैं मतभेद तो VR इंटरैक्टिव वातावरण का मिश्रण है तो यह पिछले वाले के विपरीत एक इंटरैक्टिव छवि बनाई गई है और VR में उपयोगकर्ता को लगता है कि उपयोगकर्ता वास्तव में भौतिक दुनिया में मौजूद है जो कि नकली हो रहा है और वास्तव में मौजूद नहीं है तो यह एक आभासी वातावरण है जिसे विसर्जित किया जाता है लेकिन उपयोगकर्ता को लगता है कि उपयोगकर्ता वास्तविक भौतिक वातावरण में कार्य कर रहा है तो यह एक आभासी विसर्जन का अनुभव है जो उपयोगकर्ता को मिलता है तो उपयोगकर्ता को यह जानकारी इस तरह से प्रस्तुत की जाती है कि उपयोगकर्ता को लगता है कि उपयोगकर्ता भौतिक दुनिया में संचालित कर रहा है या वास्तविक दुनिया में कार्य कर रहा है इसलिए VR की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह काल्पनिक वास्तविकता बनाता है और बढ़ाता है यह बहुत महत्वपूर्ण है यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में वास्तविक नहीं है लेकिन एक वर्चुअल रियलिटी काल्पनिक वास्तविकता है फिर हमारे पास यह एक गैर भौतिक दुनिया में शारीरिक रूप से मौजूद होने की धारणा देता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है यह वास्तव में एक भौतिक दुनिया नहीं है यह एक एमुलेटेड है एक आभासी है लेकिन उपयोगकर्ता को लगता है कि उपयोगकर्ता भौतिक दुनिया के साथ बातचीत कर रहा है जिसे विसर्जित किया जा रहा है तो यह श्रवण और दृश्य संवेदी प्रतिक्रिया को शामिल करता है इस मामले में भी सभी प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जाता है श्रवण दृश्य स्पर्श हैप्टिक इंटरफेस का उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता उपकरणों को पकड़ सकता है और महसूस कर सकता है कि वास्तव में उपयोगकर्ता डिवाइस को पकड़ रहा है उदाहरण के लिए एक उपयोगकर्ता महसूस कर सकता है कि उपयोगकर्ता कार के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रहा है लेकिन वास्तव में इसका एक आभासी वातावरण है और आभासी वातावरण में कुछ सेंसर हैं जो उपयोगकर्ता को यह एहसास दिलाएंगे कि उपयोगकर्ता किसी कार के विशेष स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रहा है लेकिन वास्तव में उपयोगकर्ता महसूस नहीं कर रहा है मेरा मतलब यह है कि उपयोगकर्ता वास्तव में स्टीयरिंग व्हील को नहीं पकड़ रहा है और वह कार नहीं चला रहा है इसलिए मुझे आशा है कि यह मूल रूप से आपको यह स्पष्ट करता है कि यह कैसे काम करने जा रहा है मेरा मतलब यह है कि इसका तकनीकी विवरण नहीं है लेकिन VR कैसे काम करता है इसके बारे में समग्र धारणा तो यह उपयोगकर्ताओं को स्वाभाविक रूप से आभासी वातावरण में अवशोषित होने की अनुमति देता है तो VR में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है तो वर्चुअल रियलिटी शब्द गढ़ा तो वास्तव में वर्चुअल रियलिटी प्रणाली का एक उदाहरण है हमारे समाज में इस्तेमाल किए जा रहे AR और VR के संदर्भ में ये काफी लोकप्रिय प्रणाली हैं इसलिए रियल एस्टेट एजेंटों मनोरंजन इंडस्ट्रीज में VR का उपयोग किया जाता है इसलिए डॉक्टरों को वास्तव में जीवन की गंभीर सर्जरी करने से पहले प्रशिक्षित किया जाता है डॉक्टर VR वातावरण में उस सर्जरी का अभ्यास करने की कोशिश कर सकते हैं शैक्षिक वातावरण में इसका उपयोग 3D कलाकारों द्वारा किया जाता है VR का उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए किया जाता है इसलिए आगे जाने से पहले मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये VR सिस्टम कैसे चल रहे हैं तो यहाँ भी हमारे पास ये अलग अलग सेंसर हैं पहले की तरह ही यहां भी हमारे पास अलग अलग सेंसर हैं ये सेंसर गति अंतरिक्ष में दिशा अंतरिक्ष में स्थिति गति का पता लगा सकते हैं इन सेंसर का उपयोग करके इन सभी चीजों का पता लगाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के सेंसर हो सकते हैं जिनका उपयोग किया जाएगा तो फिर आपके पास अलग अलग लेंस भी हैं जिनका उपयोग प्रत्येक आंख की छवि को कैप्चर और फिर से देखने के लिए किया जा सकता है फिर हमारे पास प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं जो मूल रूप से कैप्चर किए गए डेटा को संसाधित करेगी फिर हमारे पास आखिरकार डिस्प्ले स्क्रीन हैं जो मूल रूप से उपयोगकर्ता को भौतिक दुनिया में उपयोग किए जाने की भावना देती हैं तो ये डिस्प्ले बहुत महत्वपूर्ण हैं तो ये एक VR सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट्स हैं और ये सेंसर बहुत महत्वपूर्ण हैं विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जाता है ये सेंसर डिस्प्ले सिस्टम ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और निश्चित रूप से लेंस प्रोसेसिंग इकाईयां प्रसंस्करण इकाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग इकाइयों की आवश्यकता है उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग इकाइयाँ आमतौर पर इन VR सिस्टम में उपयोग की जाती हैं क्योंकि अन्यथा वह भावना नहीं आएगी जब एक निश्चित कार्रवाई करने और वास्तव में अनुभव प्राप्त करने के बीच देरी हो रही है अगर देरी हो रही है तो यह VR सिस्टम बहुत उपयोगी नहीं है इसलिए मैं आपको पहले वर्चुअल रियलिटी हैं एक VR प्रणाली में विभिन्न प्रकार की वर्चुअल रियलिटी वातावरण हैं गैर इमर्सिव के रूप में सभी नहीं लेकिन नॉन इमर्सिव सिम्युलेटेड प्लेटफॉर्म इस तरह के सिम्युलेटेड प्लेटफॉर्म में यूजर सेंस का केवल एक सबसेट उपयोग किया जाता है सेमी इमर्सिव प्लेटफार्मों के लिए उपयोग की जाती हैं फुल इमर्सिव मूल रूप से उच्च अंत है यहां आपके पास पूर्ण इमर्सिव अनुभव है उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ सिमुलेशन के माध्यम से पूर्ण यथार्थवादी अनुभव की पेशकश की जाती है और ये सिमुलेशन विभिन्न हेड माउंटेड डिस्प्ले मोशन डिटेक्टिंग डिवाइसेस का उपयोग करते हुए एक विस्तृत क्षेत्र की डिलीवरी प्रदान करते हैं तो आइए अब हम AR और VR को समझ रहे हैं आइए अब AR और VR के बीच समानता को समझने की कोशिश करते हैं तो कई अलग अलग समानताएं हैं वे बहुत समान हैं इसलिए ये दोनों ही उपयोगकर्ताओं के लिए नई कृत्रिम दुनिया का निर्माण करते हैं ये दोनों प्रौद्योगिकियां इस कृत्रिम दुनिया को बनाने में मदद कर सकती हैं ये उपयोगकर्ता को उन्नत अनुभवों के साथ सेवा प्रदान करते हैं जो कि बहुत समान है इन AR और VR में प्रत्येक क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान खगोल विज्ञान में उड़ान सिमुलेशन में बहुत संभावना है बहुत सी समानता है मेरा मतलब है कि इन विभिन्न प्रकार के एप्लिकेशन डोमेन में AR और VR प्रौद्योगिकियों का बहुत उपयोग होता है तो यह है कि ये प्रौद्योगिकियां ऑगमेंटेड रियलिटी प्रदान करता है यह ऑगमेंटेड रियलिटी के मामले में विपरीत है जो भी हो रहा है भौतिक दुनिया को कुछ उच्च अंत ICT सुविधाओं के साथ ऑगमेंटेड किया गया है ताकि उपयोगकर्ता को वास्तविकता के सुधार की धारणा में किसी तरह का बेहतर अनुभव प्राप्त हो और दूसरी तरफ वर्चुअल रियलिटी में उपयोगकर्ता द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से आंशिक या पूर्ण इमर्सिव अनुभव प्राप्त किया जाता है इसलिए उपयोगकर्ता को लगता है कि उपयोगकर्ता वहां मौजूद है और वह पूरी तरह से विसर्जित हो रहा है या आंशिक रूप से भौतिक वातावरण में डूबा हुआ है लेकिन वास्तव में यह भौतिक वातावरण नहीं है यह एक आभासी वातावरण है जिसमें उपयोगकर्ता काम कर रहा है लेकिन उपयोगकर्ता को लगता है कि उपयोगकर्ता वास्तविक भौतिक दुनिया में काम कर रहा है जो सही नहीं है जो वास्तविक नहीं है लेकिन एक नकली है तो यह वास्तविक जीवन की सेटिंग का एक डिजिटल मनोरंजन प्रदान करता है जो कि वर्चुअल रियलिटी प्लेटफार्मों में से एक है तो यहाँ आगे समझने के लिए कुछ रेफरेंसेस दिए हैं लेकिन AR और VR पर कई किताबें हैं AR और VR पर कई शोध पत्र हैं लेकिन मुझे लगता है कि इस पाठ्यक्रम के लिए इन तकनीकों में से प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानना आवश्यक है जब तक आप वास्तव में AR और VR के बारे में गहराई से समझ प्राप्त नहीं करना चाहते तब तक उनमें से प्रत्येक को विस्तार से समझना आसान नहीं है लेकिन फिर यह आपके लिए AR और VR के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए सही कोर्स नहीं होगा आपको AR और VR पर कुछ अन्य ऑनलाइन कोर्स के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है और इसलिए AR और VR सिस्टम की विभिन्न विशेषताओं के बारे में यह समझ इसके विभिन्न पहलुओं के अलग अलग फायदे यह इंडस्ट्री के व्यक्तियों शिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त है यह जानने के लिए कि इन चीजों का उपयोग इंडस्ट्री की स्थापना में उनके संबंधित इंडस्ट्रीज में एक IIoT मंच में कैसे किया जा सकता है तो इस के साथ हम यहां समाप्त करेंगे धन्यवाद